पिछले व्याख्यान में हमने हाइजेनबर्ग द्वारा गतिज राशियों के क्वांटम यांत्रिक सूत्रीकरण की शुरुआत की हमने कहा कि यदि कोई राशि x है तो इसे एक संग्रह संख्या Cn द्वारा दर्शाया जाता है मान लें कि n α और संगत आवृत्ति n α और Cnn α की समय निर्भरता einn αt के रूप में दी जाती है तो संख्याओं का यह संग्रह यह देता है यहाँ एक और राशि y हो सकती है जो Dnn α nn α के संग्रह द्वारा दर्शायी जा सकती है और वहां मैंने कहा कि x y y x के बराबर नहीं है तो मुझे जो कहना चाहिए वह है कि जरूरी नहीं की बराबर हो उदाहरण के लिए यदि मेरे पास x है और इसे x से गुणा किया गया है जाहिर है अगर हम इसे यहां बदलते हैं तो वही रहें लेकिन जिस तरीके से हम गणना करते हैं representation प्रदर्शन अब matrix multiplication मैट्रिक्स गुणन हो गया है और हम इस व्याख्यान में जो करना चाहते हैं वह इन संख्याओं C और के terms पदों में क्वांटम प्रतिबन्ध प्राप्त करना है जो हमारा लक्ष्य है तो हम फिर से संगतता सिद्धांत पर वापस जा रहे हैं लेकिन इससे पहले आइए अब हम शास्त्रीय और क्वांटम विचार सीमा में समय के अवकलन को देखें हम इसे करते रहे हैं लेकिन अब हम इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं शास्त्रीय रूप से क्वांटम संख्या n बहुत बड़ी है और इसलिए हम differentiation अवकलन करना सह सकते हैं और जो E के समान है मान लीजिए यह dEdnE1 है क्योंकि n n शास्त्रीय शासन में क्वांटम यांत्रिकी में यह dEdn संभव नहीं होगा क्योंकि संख्याएँ छोटी हैं इसलिए क्वांटम यांत्रिकी में n छोटा है इसलिए शास्त्रीय अर्थों में किसी भी अवकलन को अंतर से replace प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए इस तरह हम इन दो के बीच अंतर करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए याद रखें कि classical domain शास्त्रीय डोमेन में αωnαdEdn है इसका अर्थ है n→ ∞ क्वांटम डोमेन में ddn En En पर चला जाएगा जो कि अंतर है या 1 क्योंकि Δn 1 है यह है अंतर जब हम शास्त्रीय से क्वांटम में संक्रमण करते हैं क्वांटम में अंतर होना चाहिए और ddn यह अंतर होने जा रहा है जहां दो क्वांटम संख्याएं α से differ भिन्न होती हैं और हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए मैंने इसे लिखा है अब याद कीजिए कि हाइजेनबर्ग पेपर से पहले जिस क्वांटम प्रतिबन्ध ने हमें परिणाम दिए थे वह यह प्रतिबन्ध ∫pdxnh था पहली बात जो हाइजेनबर्ग ने कही इसे समाकलन के रूप में न रखें क्योंकि यह pdx nhconstant हो सकता है और हम इस constant स्थिरांक को नहीं जानते हैं इसलिए इसे एक अवकलनीय रूप से replace प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और इसलिए उन्होंने जो कहा कि n के सापेक्ष ddn∫pdxh के दोनों पक्षों में अवकलन ले कर replace प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और एक बार जब आप इसे integrate समाकलित कर लेते हैं तो स्थिरांक निकल सकता है जो मूल रूप से क्वांटम यांत्रिक अर्थ में होगा इसका अर्थ यह होगा कि ∫pdxn ∫pdxn 1h यह वह है जो पहले क्वांटम प्रतिबन्ध को replace प्रतिस्थापित करता है और अब हम इसे C और के terms पदों में प्राप्त करने जा रहे हैं तो चलिए अब ऐसा करते हैं इसलिए जब हम n→ ∞ regime व्यवस्था में pdx लिखते हैं तो आप फिर से देखते हैं हम संगतता सिद्धांत का उपयोग करने जा रहे हैं मैं n∞ से कुछ परिणाम प्राप्त करूंगा और फिर उन्हें तुरंत क्वांटम यांत्रिक भाषा में अनुवाद करूंगा और यह संगतता सिद्धांत का उपयोग है जिसे हाइजेनबर्ग ने बनाया था यह ∫pdx के बराबर होने वाला है जिसे मैं m∫v2dt के रूप में भी लिख सकता हूँ जो कि action क्रिया है तो आइए हम गणना करें कि यह अभी भी n→ ∞ regime व्यवस्था में है x summation योग है आइए इसे Ceiαωnt लिखें जो इस nt या nवें स्तर पर निर्भर करता है तो हम यह nवां स्तर iαCeiαωnt के बराबर होने जा रहा है तो v2t iαCiβCeint के बराबर होने जा रहा है और जब मैं integration समाकलन करता हूँ 0Tv2tdt βCC2n0Teintdt और मैं आपको याद दिला दूं कि यह T और कुछ नहीं बल्कि 2 है सबसे कम आवृत्ति के लिए n वी कक्षा की अवधि है अन्य सभी हार्मोनिक्स हैं और इसलिए इसका तात्पर्य है कि 0TeintdtT के लिए और 0 अन्य सभी और के लिए क्योंकि उस केस में ei T पर 0 के समान होगा तो यह period अवधि है और केवल जब या तब यह राशि एक हो जाती है और इसलिए उत्तर capital T बन जाता है और इसलिए मैं 0Tv2tdt 22CC T कर सकता हूँ β अब α द्वारा replace प्रतिस्थापित किया गया है बस इतना ही और 1 और t का गुणन मुझे 2 देता है और इसलिए मैं इसे 2πm22CC के रूप में लिख सकता हूँ जो कि शास्त्रीय परिणाम है तो n → ∞ की limit में ∫pdx आता है वहाँ एक m भी था तो मुझे 2πm22CC मिलता है ठीक है अब मुझे उस शास्त्रीय परिणाम की आवश्यकता है या अनंत परिणाम का इरादा है अब मुझे इसे क्वांटम परिणाम में translate बदलना करने की आवश्यकता है और इतना ही नहीं मुझे ddn∫pdxh लिखने की आवश्यकता है तो आइए हम लिखते हैं कि यदि मैं ऐसा करता हूँ कि 2πmddn22CC h अब मैं संगतता सिद्धांत का उपयोग करने जा रहा हूँ तो मेरे पास 2πmddn22CC h है जब मैं quantum mechanics क्वांटम यांत्रिकी करता हूँ इसका क्या अर्थ है याद रखें C और ये सभी चीजें nवें स्तर के संगत हैं तो C मुझे प्रत्येक संख्या को अलग से लिखने दें C Cnn होगा C और कुछ नहीं बल्कि Cn mहोगा जो Cn m के समान है हमने इसे पिछले व्याख्यान में किया है और यहाँ से मैं αωnnn लेने जा रहा हूँ इसलिए जब मैं translate करता हूँ तो मैं इसमें बहुत सावधान रहूँगा मैं लिखूँगा 2πmddnnn Cnn 2h अब याद करें कि मैंने ddn के साथ कुछ किया था अर्थात क्वांटम यांत्रिकी में और अब मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूँ तो मैं इसे 2πmddnnn 2h के रूप में लिखने जा रहा हूँ और यह और कुछ नहीं बल्कि पर अंतर है तो मैं इसे 2πmnn Cnn 2 nn 2h के रूप में लिखने जा रहा हूँ ∞ से ∞ तक vary भिन्न होता है तो मैं इसे फिर से लिखता हूँ कि quantum condition क्वांटम प्रतिबन्ध 2πm ∞nn 2 nn 2h आती है मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ और इसे इस प्रकार लिखें 2πm ∞nn

2nn h मैं दूसरे term पद को इस term पद को बदलने जा रहा हूँ मैं β को α से बदलने जा रहा हूँ और इसे β∞ ∞

2nβn के रूप में लिखूंगा यदि में इन दोनों को बदलता हूँ ठीक है यह वास्तव में नहीं बदलता है कि संक्रमण n से nβ है या nβ से β है और इसलिए मैं इस quantum condition क्वांटम प्रतिबन्ध को 4πm ∞nn 2 nn 2h के रूप में भी लिख सकता हूँ तो हमारे पास सभी Cn और हैं हमारे पास उन्हें transfer स्थानांतरित करने के लिए quantum condition क्वांटम प्रतिबन्ध है और अब हमें C और की गणना करने के लिए इन conditions शर्तों को लागू करने की आवश्यकता है जो हम अगले व्याख्यान में करेंगे